मूल्याङ्कन चरण के खंड 2 इकाई 14 के अध्ययन में आपका स्वागत है पिछली इकाई में हमने कार्यान्वयन चरण की उप प्रक्रियाओं को समझा था इस इकाई का "पाठ्यक्रम परिणाम" होगा मूल्यांकन चरण की उप प्रक्रियाओं को समझना पाठ्यक्रम डिजाइन के लिए हम जिस ADDIE मॉडल का उपयोग कर रहे हैं मूल्यांकन चरण उसका अंतिम चरण है और यह योगात्मक चरण है हालाँकि जब हम इस आरेख को देखते हैं तो हम देखते हैं कि मूल्यांकन दो अलग अलग संदर्भों में होता है एक मूल्यांकन है जो अंत में योगात्मक चरण है ADDIE से तात्पर्य है A विश्लेषण D डिजाइन D विकास I कार्यान्वयन और E मूल्यांकन लेकिन एक ऐसा मूल्यांकन चरण भी है जो हर चरण से जुड़ा हुआ है यदि आप क्षैतिज पंक्तियाँ देखे तो विश्लेषण चरण डिज़ाइन चरण विकास चरण और साथ ही कार्यान्वयन चरण वे सभी मूल्यांकन से जुड़े हुए हैं इसका मतलब है अपने प्रारंभिक मोड में मूल्यांकन चरण हर दूसरे चरण से जुड़ा हुआ है इसलिए प्रत्येक चरण के अंत में प्रारंभिक मूल्यांकन किया जाता है ताकि यह तय किया जा सके कि उस चरण की गतिविधियों के लिए कोई संशोधन आवश्यक है या नहीं एडीडीआईई मॉडल पर साहित्य में हमने कुछ लेखकों को बिना feedback loop के एडीडीआईई मॉडल को मुख्यतः अनुक्रमिक मॉडल के रूप में उपयोग और व्यवहार करते पाया है और फिर उस आधार पर मॉडल के बहुत कठोर होने की आलोचना करते हैं जबकि वर्तमान में स्वीकृत मानक रूप में एडीडीआईई मॉडल में कम से कम वर्तमान में स्वीकृत मानक रूप में हर स्तर पर फीडबैक है प्रत्येक चरण के बाद यह एक मूल्यांकन से गुजरता है और यदि मूल्यांकन चरण इंगित करता है कि एक संशोधन आवश्यक है तो उस चरण की गतिविधियों पर फिर से विचार किया जाता है प्रत्येक चरण के अंत में हमें मूल्याङ्कन प्रक्रिया का पालन करना चाहिए लेकिन इस इकाई में हम मूल्यांकन चरण को एडीडीआईई मॉडल के योगात्मक अंतिम चरण के रूप में देख रहे हैं इस चरण में हम शिक्षार्थियों और निर्देश प्रणाली की जांच करते हैं कि क्या सामग्री और हमारे निर्देश में संशोधन आवश्यक है उस स्थिति में निर्देश के अगले संस्करण के साथ प्रक्रिया को दोहराया जाएगा मूल्यांकन दो तरीकों से होता है प्रत्येक चरण के अंत में यह पता करने के लिए कि उस चरण की किसी भी गतिविधि पर दोबारा गौर किया जाना है या नहीं २ चार चरणों के अंत में अंतिम योगात्मक चरण के रूप में कोर्स डिजाईन वितरण और इसके कार्यान्वयन के संदर्भ में समग्र मॉडल की प्रभावशीलता को निर्धारित करने के लिए और यदि अगली बार पाठ्यक्रम की पेशकश में कोई बदलाव करते है तो क्या परिवर्तन होना चाहिए यह योगात्मक भूमिका है मूल्यांकन चरण योगात्मक पाठ्यक्रम डिजाइन और उसके आचरण के प्रत्येक उदाहरण का मूल्यांकन किया जाना चाहिए क्योंकि प्रत्येक वितरण एक अद्वितीय उदाहरण है हालांकि हमारे पास विश्लेषण डिजाइन और विकास के चरण हैं परन्तु प्रत्येक कार्यान्वयन एक अनूठा उदाहरण है इसलिए अगली बार पाठ्यक्रम की पेशकश में पाठ्यक्रम परिणामों की बेहतर प्राप्ति के लिए योजना बनाने के लिए इसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए और पाठ्यक्रम परिणामों की बेहतर प्राप्ति के माध्यम से हमें कार्यक्रम परिणामों की और कार्यक्रम सम्मत परिणामो की बेहतर प्राप्ति के लिए योजना बनाना चाहिए यह सुधार कार्य दो स्तरों पर होता है पाठ्यक्रम स्तर पर हम यह सुनिश्चित करके गुणवत्ता लूप को बंद कर देते है कि पाठ्यक्रम के परिणामों की प्राप्ति स्तर अगली बार बेहतर होगा और कार्यक्रम स्तर पर हम यह सुनिश्चित करते हैं कि कार्यक्रम परिणामों की प्राप्ति के स्तर और कार्यक्रम विशिष्ट परिणामों में भी अगली बार सुधार किया जायेगा मूल्यांकन का स्वरुप स्वतः मूल्याङ्कन के रूप में हो सकता है जिसमे प्रशिक्षक के साथ साथ साथियों और छात्रों द्वारा मूल्यांकन किया जाता है वास्तव में यह वांछनीय है कि छात्रों द्वारा मूल्यांकन निश्चित रूप से हो और यदि संभव हो तो साथियों द्वारा भी किया जाए और यह प्रतिक्रिया जो हमें मिलता है वह अगली बार पाठ्यक्रम वितरण के विकास का आधार होगी मूल्यांकन चरण की कई उप प्रक्रियाएं हैं हमारे पास कोर्स निर्गत सर्वेक्षण है हम अगली इकाई में इस पर अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे दूसरा पाठ्यक्रम के सीओ CO's की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्राप्ति की गणना ध्यान दें कि हमने पहले ही डिजाइन चरण में CO's के लिए लक्ष्य स्तर निर्धारित कर लिया है डिजाइन चरण के दौरान हमने CO's की प्राप्ति के लिए कुछ लक्ष्य स्तर निर्धारित किए हैं और मूल्यांकन चरण में हम वास्तव में CO's की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्राप्ति की गणना कर रहे हैं फिर लक्ष्य स्तरों और वास्तविक प्राप्ति स्तरों के आधार पर CO प्राप्तियों में अंतराल को पाटने के लिए कार्य प्रस्तुत है यदि प्राप्ति स्तर लक्ष्य स्तर तक नहीं पहुचता है या यदि प्राप्ति स्तर लक्ष्य स्तर तक पहुंच जाता है तो हम लक्ष्य स्तरों को बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं फिर CO's की प्राप्ति के माध्यम से हमें PO's और PSO's की प्राप्ति की भी गणना करने की आवश्यकता है कार्यान्वयन चरण के दौरान हमने प्रत्येक निर्देशात्मक इकाई के बाद प्रेक्षण लिए होंगे प्रशिक्षक ने प्रत्येक निर्देशात्मक इकाई के बाद प्रेक्षणों को दर्ज किया होगा पाचवा बिंदु है प्रेक्षणों का सारांशीकरण इन सभी के आधार पर हम कोर्स के कार्यान्वयन के संबंध में प्रेक्षणों का सारांशीकरण कर सकते हैं छटवा बिंदु है सहकर्मी प्रतिक्रिया यदि कोई उपलब्ध है तो सुधार हेतु सुझाव हम अन्य स्रोतों से भी प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं यदि वे उपलब्ध हो तो इसमें सहकर्मी की समीक्षा उपरांत मूल्यांकन चरण के निर्गत आउटपुट बिंदु होते हैं ध्यान दें कि भले हि मूल्यांकन चरण वास्तव में लंबवत मूल्यांकन ब्लॉक से जुड़ा है तो अनिवार्यतः इस चरण का भी मूल्यांकन करने की आवश्यकता है इसलिए स्पष्ट रूप से इस मॉडल में एक आगत निर्गत इनपुट आउटपुट संबंध है इस अर्थ में कि एक चरण का आगत अगले चरण में निर्गत बन जाता है लेकिन हर चरण के अंत में एक समानांतर मूल्यांकन चरण भी होता है हमें मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है मूल्यांकन चरण के अंत में भी हमारे द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़ सुधार योजनाएँ और अन्य योजनाएँ निम्न है कि हमारे पास जो कुछ भी जानकारी है वह एक वैध जानकारी है यह सुनिश्चित करने के लिए उन सभी को सहकर्मी समीक्षित होना चाहिए कोर्स निर्गत सर्वेक्षण एक महत्वपूर्ण बिंदु है हम अगली इकाई में इस पर अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे यह योगात्मक प्रकृति का है और जब पाठ्यक्रम को फिर से पेश किया जाता है तो यह कार्यान्वयन में सुधार के लिए काफी उपयोगी है छात्र यह डेटा प्रदान करते हैं और इसका उपयोग CO's की अप्रत्यक्ष प्राप्ति की गणना में भी किया जा सकता है इस प्रकार कोर्स निर्गत सर्वेक्षण से प्राप्त डेटा कार्यान्वयन में सुधार के लिए आगत इनपुट प्रदान करता है और साथ ही यह CO's की अप्रत्यक्ष प्राप्ति की गणना के लिए डेटा भी प्रदान करता है मुख्य रूप से हमने पहले के मॉड्यूलखंड में भी देखा है कि CO's की प्राप्ति की गणना सभी मूल्यांकन साधनों आंतरिक परीक्षणों क्विज़ असाइनमेंट सेमेस्टर के अंत की परीक्षाओं में छात्रों के प्रदर्शन पर आधारित है हालाँकि हम कोर्स निर्गत सर्वेक्षण के माध्यम से अप्रत्यक्ष तरीके से भी प्राप्ति की गणना कर सकते हैं यह हम कैसे कर सकते है इसे हम अगली इकाई में देखेंगे CO's की प्राप्ति के लिए एक लक्ष्य की पहचान करना आवश्यक है और यह हमने देखा है कि यह आमतौर पर डिजाइन चरण में किया जाता है फिर प्राप्ति में अंतराल की भी गणना की जानी चाहिए यदि लक्ष्य और वास्तविक प्राप्ति के बीच का अंतर धनात्मक है तो प्रशिक्षक को अतिरिक्त निर्देश गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए जो अंतराल को कम कर सकें इन अर्थों में कि यदि प्राप्ति स्तर लक्ष्य स्तर से कम है तो हमें अगली बार पाठ्यक्रम में सुधार की योजना बनानी चाहिए ताकि अंतराल कम हो सके दूसरी ओर यदि प्राप्ति स्तर लक्ष्य स्तर के बराबर है या लक्ष्य स्तर से अधिक है अर्थात यदि अंतर 0 या नकारात्मक है तो हम लक्ष्य को बढ़ा सकते हैं यह भी संभव है कि प्रशिक्षक लक्ष्य को उसी के समान रखना चाहे भले ही वह हासिल हो गया हो और यदि ऐसे स्थिती है तो प्रशिक्षक को ऐसा करने के कारणों को बताना होगा हो सकता है कि इस बैच के लिए हमने इसे हासिल कर लिया हो अगले बैच के लिए भी निर्देशात्मक वितरण ठीक है या नहीं इस बारे मैं हमें पूरा यकीन नहीं है इसलिए आप एक और बैच के लिए देखना चाहेंगे और यदि आप दूसरे बैच के लिए भी निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हैं तो हम लक्ष्य को बढ़ा सकते है यह संभव है कि समान लक्ष्य स्तर को बनाए रखने के लिए प्रशिक्षक के पास कुछ इसी तरह का तर्क हो लेकिन अगर ऐसा है तो प्रशिक्षक को उन कारणों को बताना होगा तब या तो हम सुधारों की योजना बनाते हैं ताकि अंतराल को कम करने के लिए प्राप्ति के स्तर को बढ़ाया जा सके जबकि लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हों या लक्ष्य प्राप्त होने पर उसी लक्ष्य को बनाए रखें या लक्ष्य प्राप्त होने पर लक्ष्य को बढ़ा दें तो इनमें से कोई एक कार्य हमें करने की आवश्यकता है और वह मूल्यांकन चरण का हिस्सा है पाठ्यक्रम परिणामों की प्राप्ति के आधार पर हमें PO's और PSO's की प्राप्ति की गणना करने की भी आवश्यकता है कोर्सेज इंजीनियरिंग कार्यक्रम के प्रमुख तत्वों का गठन करते हैं विशेष रूप से मुख्य पाठ्यक्रम का और कोर्स सञ्चालन के माध्यम से PO's और PSO's को मुख्य रूप से हासिल करना होता है सह पाठ्यचर्या पाठ्येतर गतिविधियाँ और अन्य गतिविधियाँ संभवतः PO's और PSO's की प्राप्ति में योगदान करती हैं लेकिन कुल मिलाकर PO's और PSO's को कोर्सेज के माध्यम से प्राप्त करना होता है PO's और PSO's की प्राप्ति की गणना CO's की प्राप्ति से की जानी चाहिए जाहिर सी बात है प्रत्येक CO PO's और PSO's के एक सबसेट को प्रदर्शित करता है और प्रत्येक CO उन प्रदर्शित PO's और PSO's से परिवर्तनशील क्षमता के सहसंबंध से सम्बद्ध हैं हमने पिछली इकाइयों में देखा है कि सहसंबंध सामर्थ्य कम मध्यम या उच्च हो सकती है सहसंबंध सामर्थ्य और CO's की वास्तविक स्तर पर प्राप्ति के आधार पर PO's और PSO's के प्राप्ति स्तरों की गणना की जानी चाहिए PO's और PSO's की प्राप्ति की गणना करने के लिए कोई अनूठी प्रक्रिया नहीं है लेकिन पिछले मॉड्यूल में हमने एक सरल प्रक्रिया दी है जिसके द्वारा PO's और PSO's के प्राप्ति स्तरों की गणना की जा सकती है यह दोनों पर सहसंबंध सामर्थ्य के साथ साथ संबंधित CO's के वास्तविक प्राप्ति स्तर पर निर्भर करेगा हम जो भी प्रक्रिया चुनते हैं उसे लागू करने के लिए उचित रूप से सरल होना चाहिए क्योंकि हमें इसे सभी पाठ्यक्रमों में लागू करने की आवश्यकता है और किसी संस्थान के सभी कार्यक्रमों के सभी पाठ्यक्रमों के लिए इसका पालन किया जाना चाहिए इसलिए पूरे संस्थान में सभी कार्यक्रमों में सभी पाठ्यक्रमों में एक समान प्रक्रिया का होना आवश्यक है एक सरल प्रक्रिया जिस पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं अपनाई जा सकती है यदि उस प्रक्रिया की कोई अन्य प्रक्रिया या विविधताएं वांछित हैं तो वे भी वह ठीक ही है क्योंकि यह पूरे संस्थान में समान है हमने यह भी देखा कि कार्यान्वयन चरण के दौरान प्रत्येक निर्देशात्मक इकाई के बाद प्रशिक्षक प्रेक्षण इकट्ठे करता है ये प्रेक्षण प्रत्येक निर्देशात्मक इकाई के बाद दिए जाते हैं हमारे पास छात्रों के प्रदर्शन का फीडबैक होता है जिसे हम छात्रों को प्रदान करते है प्रत्येक मूल्यांकन के बाद प्रत्येक प्रश्नोत्तरी के बाद या प्रत्येक परीक्षा के बाद या प्रत्येक असाइनमेंट जमा करने के बाद छात्रों को उनके प्रदर्शन पर फीडबैक दिया जाना चाहिए पाठ्यक्रम संचालन के मध्य सर्वेक्षण करके भी छात्रों से फीडबैक एकत्र की जा सकती है पाठ्यक्रम के अंत में जो प्रतिक्रिया छात्रों से एकत्र की जाती है वह पाठ्यक्रम निकास सर्वेक्षण के रूप में उपलब्ध होता है हमारे पास प्रत्येक निर्देशात्मक इकाई के बाद प्रेक्षण होते है प्रत्येक मूल्यांकन के बाद प्रतिक्रिया होती है मध्य पाठ्यक्रम सर्वेक्षण एक या अधिक के दौरान प्रतिक्रिया और पाठ्यक्रम निकास सर्वेक्षण डेटा होता है इन सभी के आधार पर प्रशिक्षक को प्रेक्षणों के सारांश लिखना चाहिए अगली बार जब पाठ्यक्रम पेश किया जाता है तो निर्देश की गुणवत्ता में सुधार के लिए ये सारांश प्रेक्षण प्रशिक्षक के लिए बहुत मूल्यवान होंगे इन सारांश प्रेक्षणों में निम्न आइटम शामिल होंगे जैसे कि वे कौन से क्षेत्र हैं जिनमें सामग्री को नियोजित घंटों में ख़त्म करने में कठिनाइयाँ होती हैं मुश्किल पैदा करने वाले बिंदु कौन से हैं छात्रों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है आवश्यक पूर्वापेक्षित ज्ञान के संबंध में क्या मुद्दे हैं कौन से CO's हैं जो विशेष रूप से कठिन साबित हो रहे हैं इन सभी प्रकार के मुद्दों को इन सारांश प्रेक्षणों से प्राप्त किया जा सकता है और यह अगली बार पाठ्यक्रम देने पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की योजना बनाने का आधार बन सकते है यदि प्रशिक्षक किसी सहकर्मी से अपने सत्रों के संचालन और शिक्षण सामग्री पर प्रेक्षण देने का अनुरोध कर सकता है तो यह बहुत मूल्यवान हो सकता है यहाँ इसके कार्यान्वयन के लिए काफी सहयोगी वातावरण की आवश्यकता होगी क्योंकि यहाँ दी गई प्रतिक्रिया का उपयोग केवल मूल्यांकन के उद्देश्य से किया जाता है और इसे वास्तव में किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत प्रतिक्रिया या व्यक्तिगत अपमान के रूप में नहीं माना जाना चाहिए एक ऐसा वातावरण होना चाहिए जो संस्थासहयोग के लिए अनुकूल हो और यदि वह उपलब्ध हो तो प्रशिक्षक सहकर्मी से सत्र के संचालन और निर्देशात्मक सामग्री पर प्रेक्षण देने का अनुरोध कर सकता है साथ ही हमने देखा है कि आमतौर पर प्रत्येक संस्थान में मूल्यांकन साधनों की गुणवत्ता की जांच के लिए एक तंत्र होता है सामान्यतः मूल्यांकन साधनों की गुणवत्ता की जांच निम्न बिन्दुओं पर की जाती है जैसे की भाषा स्पष्टता CO's के खत्म करने संज्ञानात्मक स्तर जिस पर प्रश्न पूछे जाते हैं और संबंधित CO's के संज्ञानात्मक स्तर इन सभी मुद्दों के संबंध में आमतौर पर एक जांच प्रक्रिया मौजूद होती है जहां मूल्यांकन के साधनों की समीक्षा की जाती है इसकी समिति मूल रूप से समिति में सहकर्मी ही होते हैं द्वारा दी गई प्रतिक्रिया अगली बार विषय के पाठ्यक्रम में सुधार की योजना बनाने में भी सहायक होगी इसके अलावा हम सहकर्मियों से शिक्षण सामग्री सीखने योग्य सामग्री सत्रों के वास्तविक संचालन को देखने और प्रतिक्रिया प्रदान करने का अनुरोध कर सकते हैं यह हमें पाठ्यक्रम को एक सहकर्मी की नज़र से देखने की अनुमति देता है और इस जानकारी का उपयोग पाठ्यक्रम में सुधार की योजना बनाने के लिए भी किया जा सकता है इसलिए ऐसे कई स्रोत हैं जिनसे हमें जानकारी एकत्र करनी चाहिए ताकि अगली बार इसे वितरितप्रस्तुत किए जाने पर पाठ्यक्रम में सुधार की योजना बनायीं जा सके ध्यान दें कि कुछ संस्थानों में इसकी सम्भावना है कि वही प्रशिक्षक अगली बार उसी पाठ्यक्रम की पेशकश न कर रहा हो क्योंकि या तो प्रशिक्षक इस संस्थान को छोड़ देता है या कोई अलग पाठ्यक्रम है जो इस प्रशिक्षक को सौंपा दिया जाता है फिर भी यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये सभी प्रेक्षण जो एक प्रकार की पाठ्यक्रम फ़ाइल में दर्ज हैं उस प्रशिक्षक के लिए बहुत उपयोगी होंगे जो अगली बार पाठ्यक्रम को पढ़ाने की योजना बना रहा है इस अर्थ में यह जानकारी संचयी प्रकृति की होनी चाहिए और यह विभाग की संपत्ति विभाग स्तर पर अनुरक्षित होनी चाहिए इसे एक भंडार के रूप में माना जाना चाहिए विभाग स्तर पर बनाए रखा जाए और इस प्रकार एक प्रशिक्षक को इसे विभाग में अपने योगदान के रूप में देखना चाहिए यहां तक कि अगर वही प्रशिक्षक अगली बार पाठ्यक्रम देने की योजना नहीं बना रहा है तो यह जानकारी पूरी लगन से दर्ज की जानी चाहिए और योजना प्रक्रिया में जाने वाले सभी डेटा भी उपलब्ध होने चाहिए यह भी संभव है कि पाठ्यक्रम की बाद की प्रस्तुतिवितरण में पाठ्यक्रम की वास्तविक सामग्री में मामूली बदलाव हो सकते हैं फिर भी मुख्य पाठ्यक्रमों के परिपेक्ष्य में हर साल परिवर्तन होना आम नहीं है लेकिन सैधान्तिक रूप में Tier I श्रेणी के संस्थान के लिए यह संभव है कि वह पाठ्यक्रम सामग्री में यहाँ तक की आधारभूत विषयों की पाठ्यक्रम सामग्री में भी मामूली बदलाव कर सकता है और जब ऐच्छिक पाठ्यक्रमों की बात आती है तो पर्याप्त परिवर्तन भी हो सकते हैं लेकिन जब इस तरह के परिवर्तन पाठ्यक्रम में होते हैं तब भी हमारे द्वारा एकत्र की गई जानकारी का हिस्सा बहुत अधिक प्रासंगिक नहीं हो सकता है लेकिन एकत्र किए गए फीडबैक का एक बड़ा हिस्सा और पाठ्यक्रम में सुधार के लिए योजनाओं का एक बड़ा हिस्सा - यहाँ पर महत्त्वपूर्ण हो जाते है इस प्रकार उन स्थितियों में भी जहां पाठ्यक्रम की सामग्री में कुछ बदलाव होने की संभावना है प्रक्रिया का पूरी लगन से पालन किया जाना चाहिए और सभी आवश्यक डेटा एकत्र और रिकॉर्ड किए जाने चाहिए इस प्रकार पाठ्यक्रम को अगली बार वितरित करने के लिए इसमें सुधार की योजना करना गुणवत्ता लूप को बंद करने का एक अनिवार्य पहलू है हमने देखा है कि यह PO's और PSO's की गणना के मामले में भी महत्वपूर्ण है और अगर CO's के प्राप्ति स्तर में सुधार होता है तो PO's और PSO's के प्राप्ति स्तर में भी सुधार होगा और पाठ्यक्रम स्तर एवं कार्यक्रम स्तर पर गुणवत्ता लूप के इस तरह बंद होना आवश्यक हो जाएगा तो इस तरह हमें मूल्यांकन चरण को देखना चाहिए सुधार के लिए सुझाव सुधार जैसा कि हमने अभी देखा निम्न के आधार पर तैयार किये जाते है सारांश प्रेक्षणों के आधार पर जो की प्रत्येक निर्देशात्मक इकाई के बाद प्रेक्षणों पर आधारित होते हैं दूसरा है CO's की प्राप्ति स्तर CO's की प्राप्ति के वास्तविक स्तरों के साथ साथ डिजाइन चरण के दौरान जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उन्हें प्राप्त करके सुधार किये जा सकते है और ये जानकर कि क्या CO प्राप्ति का स्तर लक्ष्य स्तर तक पहुंच गया है या यदि वे पहुंचने में विफल रहे हैं तो उनके पास पहुंचने के लिए कितनी गुंजाईश हैं और यदि वे लक्ष्य स्तर से अधिक हो गए हैं तो वे लक्ष्य स्तरों से कितने अंतर से अधिक हो गए हैं तीसरा है पाठ्यक्रम के सभी पहलुओं पर सहकर्मियों की प्रतिक्रिया इसमें शामिल है शिक्षण सामग्री अध्ययन सामग्री प्रयुक्त मूल्यांकन साधन प्रत्येक व्यक्तिगत मूल्यांकन साधन की गुणवत्ता और संपूर्ण मूल्यांकन योजना चौथा है छात्रों की प्रतिक्रिया मध्य पाठ्यक्रम सर्वेक्षणों के साथ साथ पाठ्यक्रम निकास सर्वेक्षण के माध्यम से छात्र प्रतिक्रियाए प्राप्त करके भी सुधार किये जा सकते है इसलिए इन सभी के आधार पर हम सुधार के लिए सुझाव देते हैं और जैसा कि उल्लेख किया गया है इन्हें दर्ज किया जाना चाहिए और विभाग को उपलब्ध कराया जाना चाहिए भले ही वही प्रशिक्षक अगली बार पाठ्यक्रम की पेशकश न करने वाला हो लेकिन ये आवश्यक हैं बेशक अगर वही प्रशिक्षक पेशकश कर रहा है तो यह और भी बढ़िया है प्रशिक्षक निश्चित रूप से इन सभी सुधार योजनाओं को लागू कर सकता है शामिल कर सकता है और CO's प्राप्ति के उच्च स्तर को प्राप्त कर सकता है अतः यह मूल्यांकन चरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है अभ्यास आप मूल्यांकन चरण में योगदान देने वाली कोई अतिरिक्त प्रक्रिया दें अभ्यास के परिणाम taleiisctagmailcom पर साझा करने के लिए आपको धन्यवाद अगली इकाई में हम पाठ्यक्रम निकास सर्वेक्षण के डिजाइन और उपयोग को समझेंगे जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है कि पाठ्यक्रम के सभी पहलुओं के बारे में छात्रों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम निकास सर्वेक्षण एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है पाठ्यक्रम निकास सर्वेक्षण का डिजाइन और इससे प्राप्त डेटा का प्रयोग पाठ्यक्रम की सुधार योजनाओं में एक महत्वपूर्ण घटक होगा धन्यवाद और बाय बाय